सभी को नमस्कार हम शिफ्ट रजिस्टर पर चर्चा कर रहे हैं इस कक्षा में हम शिफ्ट रजिस्टर के कुछ ऍप्लिकेशन्स Applications अनुप्रयोगों पर विचार करेंगे तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हे हम देखेंगे तो सबसे पहले हम शिफ्ट रजिस्टर का एक एप्लीकेशन Application अनुप्रयोग देखते हैं जो कि पैरेलल Parallel समानांतर से सीरियल कन्वर्शन Conversion रूपांतरण है जो हम शिफ्ट रजिस्टर के माध्यम से करते हैं जो कि डाटा की पैरेलल स्ट्रीम Streamधारा जो उत्पन्न हो रही है को परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है उदाहरण के लिए किसी प्रक्रिया में 8 बिट डाटा उत्पन्न होता है सैम्पल्स Samples नमूने उत्पन्न होते हैं जो कोडेड होते हैं 8 बिट्स द्वारा एन्कोडेड तो एक सैंपल Sample नमूना उत्पन्न होता है मतलब 8 बिट्स उत्पन्न हो रहे हैं और इसे किसी अन्य स्थान पर ट्रांसमिट Transmit प्रेषित करने की आवश्यकता है तो एक विकल्प है की आठ ट्रांसमिशन चैनल्स Transmission Channels प्रसारण चैनलों होने चाहिए ताकि दूसरी तरफ उन आठ बिट्स को उचित रूप से प्राप्त किया जा सके लेकिन उन 8 तारों या 8 चैनलों का होना थोड़ा महंगा है और यदि डाटा रेट जिसके साथ यह उत्पन्न होता है ऐसा है कि हम पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं और जल्दी से हम इसे हाई रेट पर दूसरी तरफ भेज सकते हैं और वहां हम इसे प्राप्त कर सकते हैं और सीरियल टू पैरेलल कनवर्टर के माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट प्रकार के शिफ्ट रजिस्टर से बदल सकते हैं तो हमारे पास यह डाटा 8 बिट डाटा उचित रूप से दूसरी तरफ प्राप्त होता है तो यह एक ऐसी चीज है जो पैरेलल डाटा को सीरियल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन की कॉस्ट Cost लागत को कम कर सकती है और ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच एक सीरियल कम्युनिकेशन Communication संचार होता है और निश्चित रूप से हमें एक उपयुक्त प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है डाटा डाटा मैसेज Message संदेश या इनफार्मेशन Information जानकारी की स्टार्ट Start शुरुआत और स्टॉप Stop अंत का पता लगाने के लिए ताकि अगले 8 बिट्स को फिर से उचित रूप से प्राप्त किया जा सके तो यहाँ ट्रेड ऑफ का मुद्दा वह टाइम है जिस रेट से जेनेरेट हो रहा है और जिस रेट से इसे ट्रांसफर करते हैं जिस रेट से इसे ट्रांसफर करते हैं उसे ट्रांसफर रेट कहते हैं जो बिट्स कन्वर्ट हो रहे हैं उनकी संख्या से कई गुना अधिक होनी चाहिए तो यह एक चीज है जिसे आप कॉस्ट Cost लागत में कमी कर सकते हैं तो पैरेलल से सीरियल और फिर सीरियल रूप से इसे शिफ्ट रजिस्टर के माध्यम से बाहर भेज दिया जाता है इसके बाद हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग टाइम डिले और इनपुट डाटा स्ट्रीम के लिए आईसी 7491 हम पहले ही देख चुके हैं यह ए बी कण्ट्रोल इनपुट है जब हम इसे हाई रख रहे हैं तो जो भी ए पर इनपुट है तो जब बी लो है जो ए में रखा गया है हमें इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से देखना है यदि बी लो है BL तो QH लो है QHL यदि बी हाई BH है तो QH A QHA है तो ए पर जो भी इनपुट है वह आठ क्लॉक के बाद आउटपुट में स्थानांतरित हो रहा है तो यह आईसी 7491 है हमारे पास 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर हो सकता है तब यह चार 4 क्लॉक की देरी के बाद होगा तो वही भिन्नता जो आप यहाँ देखते हैं तो वह भी यहाँ उपलब्ध होगी और यह क्लॉक शिफ्ट रजिस्टर में मौजूद फ्लिप फ्लॉप इकाइयों की संख्या से क्लॉक का टाइम पीरियड गुणा किया जाता है जो आपको इस इनपुट और आउटपुट के बीच का टोटल डिले Total Delay कुल देरी देगा और यह आपको वह टाइम देगा जिसके द्वारा बाइनरी डाटा स्ट्रीम डिले हो रहा है है तो यदि क्लॉक का टाइम पीरियड 1 माइक्रोसेकंड का है तो इस व्यवस्था से हमें 8 माइक्रोसेकंड मिलेगा यदि शिफ्ट रजिस्टर में चार फ्लिप फ्लॉप हैं तो यह चार माइक्रोसेकंड होगा तो यदि क्लॉक की टाइम पीरियड 2 माइक्रोसेकंड है तो इस मामले में यह 16 माइक्रोसेकंड डिले होगा तो आप कैसे जान सकते हैं कि जो क्लॉक उत्पन्न हुई वो अलग अलग टाइम पीरियड की है एक सुविधाजनक विकल्प आईसी 555 का उपयोग करना है तो ट्रिपल फाइव टाइमर का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है और यह अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मोड में है जिसमें आरए और आरबी होते हैं आरए और आरबी के माध्यम से इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है जिसके लिए चार्जिंग टाइम आरए प्लस आरबी RARB के साथ 0693 गुणा किया जाता है यह रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू है और डिस्चार्ज के लिए डिस्चार्ज इस तरह होता है इसलिए डिस्चार्जिंग टाइम जिसे आरबी सी RB C में 0693 गुणा किया जाता है तो टोटल टाइम पीरियड इस प्रकार है तो आरए आरबी और सी के उचित विकल्प के साथ आप टाइम पीरियड टी की वैल्यू को निश्चित कर सकते हैं और उसी के हिसाब से डिले को पेश किया जा सकता है तो हम शिफ्ट रजिस्टर का अगला एप्लीकेशन सीक्वेंस जनरेशन में देखते हैं तो यहां हम सोच रहे हैं कि एक विशेष सीक्वेंस बार बार जेनेरेट होगा तो एक ऐसा एप्लीकेशन हो सकता है जहां हम एक विशेष पैटर्न को देख रहे हैं जो 3 बार या 4 बार आ रहा है जो रैंडम नहीं हो सकता है तो मूल रूप से यह एक पायलट या एक हेडर या कुछ और का कार्य करता है जो आगे आने वाला है एक रैंडम मैसेज में कहीं एक पैटर्न जैसे एक विशेष पैटर्न आ सकता है लेकिन यह कई बार दोहराया जा रहा हो इसकी संभावना नहीं है इसकी संभावना नहीं है तो यह संकेत दे सकता है कि कुछ घटनाएं होने वाली है या उसके ठीक बाद होंगी तो जहाँ सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है उसके अन्य एप्लीकेशनस हो सकते है तो इसके लिए हम एक शिफ्ट रजिस्टर के बारे में सोच सकते हैं और एक शिफ्ट रजिस्टर यहाँ पर 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर की तरह देखें इसे शुरू में 1 0 1 1 के साथ लोड किया गया है और उसके बाद इसके आउटपुट को वापस इसके इनपुट पर दिया गया है जिस तरह से आप यहाँ देखते हैं और यदि आप अब इसे क्लॉक देते हैं तब क्या होगा यह 1 बाहर जायेगा यह 1 बाहर जा रहा है और उसके बाद यह 1 बाहर जाएगा और यह 1 यहाँ वापस लाया गया है उसके बाद 0 बाहर आ जाएगा और फिर से एक और क्लॉक 1 यहाँ आएगा तो एक और क्लॉक तो यह इस तरह से घूमता रहेगा और यह पैटर्न 1 1 0 1 उत्पन्न होता रहेगा चार बिट के बजाय अगर आपको आठ बिट शिफ्ट रजिस्टर मिला है और कहें कि हमने इसे 1 0 0 1 0 0 1 1 0 के साथ लोड किया है तो फिर से इसका आउटपुट फीडबैक के रूप में यहाँ इनपुट में दिया गया है तो 0 1 1 0 1 0 0 1 यह होगा यह उत्पन्न हो रहा है तो एक साइकिल पूरा हो रहा है तो एक दूसरा अगला साइकिल एक और 0 के साथ शुरू होगा और यह खास पैटर्न दोहराया जाएगा तो एक 4 बिट आप 4 बिट पैटर्न 8 बिट 8 बिट पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर आप किसी मामले में कहते हैं कि आप इसे 1 0 1 1 से और फिर से 1 0 1 1लोड कर रहे हैं तो क्या होगा निश्चित रूप से 1 0 1 1 आठ की एक साइकिल में दो बार आएगा तो मूल रूप से आप एक 4 बिट पैटर्न उत्पन्न कर रहे हैं तो यदि आप इसे उचित रूप से लोड करते हैं तो आप n bit पैटर्न को n bit शिफ्ट रजिस्टर से प्राप्त कर सकते हैं जिस तरह से हमने इसे बनाया है तो यह है जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है अब सीक्वेंस डिटेक्शन आता है वहाँ भी शिफ्ट रजिस्टर उपयोगी हो सकता है तो एक सीक्वेंस डिटेक्शन से हमारा मतलब है कि आने वाली बिट स्ट्रीम से एक विशिष्ट पैटर्न की पहचान करना तो यहाँ यह सीरियल डाटा इन है बिट अभी भी आ रहा है और जिसे एक शिफ्ट रजिस्टर से गुजरने के लिए बनाया गया है और इस शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग पैटर्न मैचिंग से सीक्वेंस डिटेक्शन के लिए किया जाता है और जिस सीक्वेंस को डिटेक्ट करना है उसे हम एक और रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं तो उदाहरण के लिए यदि हम आने वाली स्ट्रीम में एक पैटर्न 1 0 1 1 का पता लगाना चाहते हैं तो हम इसे एक रजिस्टर में यहाँ स्टोर कर सकते हैं अन्यथा हम इसे Vcc से जोड़ सकते हैं 0 के लिए आप इसे ग्राउंड से जोड़ सकते हैं 1 के लिए फिर से Vcc और 1 Vcc से तो यह हार्ड वायर्ड है लेकिन यदि आप उस पैटर्न को बदलना चाहते हैं जिसका हम पता लगाना चाहते हैं तो फिर से हमें इस Vcc और ग्राउंड को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करना होगा दूसरा तरीका इस तरह से एक रजिस्टर का उपयोग करना है हम रजिस्टर को एक और 4 बिट संख्या के साथ लोड कर सकते हैं जिसका पता लगाना है एक अलग अवसर पर यदि आवश्यकता हो तो तो यह लाभ है रजिस्टर का बिट वैल्यू की हार्ड वायरिंग के स्थान पर जिनका हम पता लगाना चाहते हैं और यहाँ क्या हो रहा है तो इस विशेष मामले को देखें इस बिट के आउटपुट जिन्हें डिटेक्ट करना है उन्हें XNOR गेट से भेजा जाता है इनमें से प्रत्येक XNOR गेट से जाता है XNOR गेट जिसे आप जानते हैं जो आउटपुट में इनपुट की समानता को दर्शाता है तो यदि 0 0 और 1 1 है तो आउटपुट 1 होगा XOR में यदि 0 1 और 1 0 है तो आउटपुट 1 होगा तो XNOR इसके ठीक विपरीत है तो जब इनपुट 0 0 और 1 1 है तो आउटपुट 1 होगा तो इसका मतलब है यह वास्तव में बराबरी के लिए लॉजिक Logic तर्क है कि क्या यह 0 0 या 1 1 है तो दोनों मामले में आउटपुट 1 होगा और ये सभी 4 बिट्स जब वे समान होते हैं तो इस एंड गेट का आउटपुट 1 होगा जो यह दर्शाता है की मैच या विशिष्ट सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ है तो उदाहरण इस उदाहरण में इस समय 1 0 1 1 की तुलना की जानी है और हमें आने वाली स्ट्रीम में 0 1 1 1 मिला है जो इस शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर है तो जो हम देखते हैं 1 और 1 यह 1 और यह 1 इसकी तुलना की जाती है तो यह 1 उत्पन्न कर रहा है इस 1 और 1 की तुलना की जाती है तो यह 1 उत्पन्न कर रहा है अब यह 1 और यह 0 आपको 0 देगा यह 0 और यह 1 आपको यह 0 देगा तो यह एंड गेट 1 है तो यह 1 है बाकी दो 0 हैं तो आउटपुट 0 है आगे क्या होता है यह 1 यहाँ मिलता है तो इस रजिस्टर में संशोधित वैल्यू क्या होगी क्योंकि यह पूरा राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो अब यह 1 है यह 0 है यह 1 है और यह 1 है यह 2 तो नहीं तो ये सब XNOR गेट्स आप जानते हैं बराबर वैल्यू है यहाँ 1 1 यहाँ 0 0 यहाँ 1 1 तो वे सभी आपको एक आउटपुट देंगे जो कि 1 है और AND गेट का आउटपुट भी 1 होगा तो यहाँ सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ है तो यह वह तरीका है जिससे हम शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं जहां आने वाली यह बिट स्ट्रीम शिफ्ट रजिस्टर से होकर गुजरेगी अब हम शिफ्ट रजिस्टर के उपयोग को देख सकते हैं जिसे रिंग काउंटर कहा जाता है एक काउंटर क्या है काउंटर एक विशेष घटना की गिनती रखता है इस मामले में क्लॉक ट्रिगर इस विशेष उदाहरण में लेकिन जो उस घटना को ट्रिगर करता है वो किसी अन्य स्थान से भी आ सकता है तो जब यह एक विशिष्ट संख्या तक पहुंचता है तो हम कहते हैं कि कुछ की गिनती हुई है तो यदि हम कहते हैं कि काउंटर जो एक वैल्यू दे रहा है वह मॉडुलो 8 वैल्यू है मॉडुलो 8 तो यह आठ तक की गिनती कर रहा है और जब आठ की गिनती पूरी हो जाती है तो आउटपुट के लिए एक ट्रिगर देता है एक आउटपुट सिग्नल एक्टिव Active सक्रिय हो जाता है तो काउंटर ऐसे काम करता है तो यह उस इनपुट की एक गणना रखता है जो निश्चित तरीके से सर्किट को ट्रिगर कर रहा है और आंतरिक रूप से स्टेट परिवर्तन इस तरह से होता है कि यह बढ़ जाता है और जब गिनती एक विशिष्ट गणना प्राप्त होती है एक आउटपुट एक्टिव Active सक्रिय हो जाता है यह स्पष्ट है तो इसे हम एक काउंटर सर्किट के रूप में समझते हैं काउंटर के बारे में अधिक चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे तो जब हम इस शिफ्ट रजिस्टर को एक काउंटर के रूप में बात करते हैं तो हम एक बार फिर से शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं एक फीडबैक Feedback प्रतिक्रिया मोड में और इस मामले में सीक्वेंस जनरेटर के विपरीत जहां हम एक विशिष्ट सीक्वेंस डालते हैं हम एक उदाहरण में डाल रहे हैं उनमें से सभी 0s हैं और केवल एक वैल्यू 1 है तो हम ऐसे शुरू कर रहे हैं और फिर जब जब एक 1 तो यहाँ पर यह मामला है तो यह 1 है और ये सभी 0 हैं और फिर एक क्लॉक ट्रिगर से क्लॉक ट्रिगर अब यहाँ पर गिना जा रहा है जैसा कि मैंने कहा था तो क्या होगा यह 1 यहाँ पर आ जाएगा तो यह 1 है और बाकी सभी 0 हैं तो यह 0 यहां दिया गया है यह 0 यहां दिया गया है और यह 1 मिल रहा है यह 1 हो रहा है तो आप यह देख सकते हैं कि बाकी सभी 0 हैं 1 यह 0 है यह 0 है ये सभी 0 हैं और एक और क्लॉक आती है तो क्या होगा तो यह 1 यहाँ आ जाएगा यही हम शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेशन के रूप में जानते हैं हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की है तो अगली बार यह 1 यहाँ आएगा अगली बार अगली क्लॉक में यह 1 यहाँ आएगा और आठ क्लॉक के बाद आप देखेंगे कि यह 1 फिर से यहाँ दिखाई दे रहा है तो यदि आपने एक एलईडी या कुछ आउटपुट एक्शन कनेक्ट किया है और इस समय से दूसरी बार जब भी यह मिल रहा है एक हाई इनपुट प्राप्त कर रहा है और एलईडी चमक रही है तो आपके पास आपके पास आप बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं कि आठ क्लॉक ट्रिगर हो चुकी है आठ की गिनती पूरी हो गई है और यह किसी भी शिफ्ट रजिस्टर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है आठ फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके जैसे 74164 आप ले सकते हैं और फिर उससे फीडबैक लिया जा सकता है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं जिस तरह से हमने एक मॉड 8 काउंटर हासिल किया था तो इस मामले में फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सीधे आखरी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जिस तरह से हमने देखा था वह स्वयं इंगित करता है कि आठ की गिनती हुई है तो अगर हमारे पास इसके बजाय 0 0 0 1 है और शुरू में 0 0 0 1 है तो इस शिफ्ट रजिस्टर द्वारा क्या होगा तो 1 यहाँ आ रहा है फिर 1 यहाँ आएगा चार क्लॉक पल्स के बाद तो यह एक मॉड 4 काउंटर होगा लेकिन इस रिंग काउंटर की व्यवस्था के साथ उतने फ्लिप फ्लॉप की संख्या है अगर यह एन बिट शिफ्ट रजिस्टर है तो हम अधिकतम एक मॉड 8 मॉड एन गिनती प्राप्त कर सकते हैं तो यह वही है जो उल्लेख किया गया है लेकिन हम कम प्राप्त कर सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम फ्लिप फ्लॉप को शुरू में क्या वैल्यू दे रहे हैं इसके बाद हम एक अन्य प्रकार के फीडबैक को देखते हैं जिसके द्वारा हमें जो मिलता है उसे जॉनसन काउंटर कहा जाता है तो जॉनसन काउंटर में यह फ्लिप फ्लॉप है और यह शिफ्ट रजिस्टर है तो इसका आउटपुट इन्वर्ट करके पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर भेजा जाता है तो सीरियल डाटा आउट को इन्वर्ट करके इनपुट में दिया जाता है सीरियल इन इनपुट के इनपुट में अब यदि ऐसी व्यवस्था है तो वह शिफ्ट रजिस्टर ऐसा है जो सीरियल आउट के रूप में इनवर्टेड आउटपुट देता है तो आपको इस अतिरिक्त इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं है तो यह इनवर्टेड आउटपुट आप सीरियली फीडबैक दे सकते हैं तो यह ऐसे बनाया गया है जिसके कारण इसे स्विच्ड टेल काउंटर या ट्विस्टेड टेल काउंटर भी कहा जाता है इसका लोकप्रिय नाम जॉनसन काउंटर है लेकिन इसे स्विच्ड टेल काउंटर या ट्विस्टेड टेल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी टेल ट्विस्टेड है इसे इन्वर्ट किया जाता है इसका यह मतलब है अब यह सर्किट कैसे काम करता है तो यदि हम इसे 0 0 0 0 के साथ इनिशियलाइज़ Initialize आरंभ करते हैं इस उदाहरण को लें तो इस टी प्राइम को सीरियल इन के रूप में फीडबैक दिया जा रहा है तो 0 यहां 1 के रूप में आ रहा है तो 1 इनपुट के रूप में जाएगा और बाकी ये तीन 0 इस तीन 0 के रूप में यहां आएंगे तो अब यह 0 है तो इनपुट के रूप में क्या होगा सीरियल इन 1 है तो यह 1 यहाँ आ रहा है और यह 1 यहाँ अंदर आ रहा है तो ये 1 और ये दोनों 0 दो 0 के रूप में आएंगे यह अभी भी 0 है जो फीडबैक जाएगा वह 1 है तो यह 1 यहाँ आ रहा है तो ये तीन 1 यह फिर से 0 है अभी भी यह टी 0 है तो जो फीडबैक है वह 1 है टी प्राइम तो यह 1 यहां आ रहा है और ये सभी तीन 1 है यह इनके पीछे जा रहा है इन तीन 1 के ये तीन 1 इस तीन 1 के रूप में यहाँ आ रहे हैं तो चार 1 बन गए हैं इसके बाद क्या होगा इस 1 को अब 1 प्राइम के रूप में फीडबैक दिया गया है जो 0 है तो इसमें 0 मिलता है ये तीन 1 हैं फिर 0 0 अंदर आता है ये दो 1 हैं फिर 0 0 0 अंदर आते हैं ये 1 हैं और उसके बाद क्या हैं यह 1 वापस जाएगा तो यह 0 है तो सभी 0 है इसका मतलब है यह फिर से दोहराया जाएगा तो हम इस मामले में जो हम देख रहे हैं वह यह है कि हम इसे दोहरा रहे हैं सीक्वेंस स्टेट दोहराई जा रही है आठ क्लॉक पल्स के बाद तो यह आठ क्लॉक पल्स की गिनती दे सकता है और यह है यह इस अर्थ में है कि इस तरह के चार फ्लिप फ्लॉप 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर के साथ हम आठ की गिनती प्राप्त कर रहे हैं तो मॉडुलो संख्या 8 है यह जॉनसन काउंटर आपको प्रदान करता है तो n बिट शिफ्ट रजिस्टर के साथ इसे बढ़ाया जा सकता है तो अगर यह 5 बिट शिफ्ट रजिस्टर या 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर है तो यह 10 या 16 होगा यह गिनती प्राप्त की जा सकती है अब जैसा कि मैंने कहा कि बाहरी दुनिया हमें यह जानना होगा जब 8 या 10 या 16 की गिनती पूरी हो गई है तो यह इंटरनल स्टेट हैं जो प्रसारित हो रही हैं जो 8 क्लॉक पल्स के बाद दोहराई जा रही हैं जैसा हमने देखा है लेकिन बाहरी दुनिया को इसके जानने की आवश्यकता है कि इसे डिकोड करना पड़ेगा और स्टेट्स को डीकोड करने की आवश्यकता है और बाहरी दुनिया के लिए उपलब्ध कराया है तो रिंग काउंटर में हमने देखा कि किसी अन्य एक्सटर्नल सर्किट की आवश्यकता नहीं है आउटपुट फ्लिप फ्लॉप सीधे बनाया जाता है इसे बाहरी दुनिया को उपलब्ध कराया जा सकता है और जब भी यह हाई होता है तो 8 की गिनती हो गयी है लेकिन इस मामले में यदि आप एक समान परिदृश्य पर विचार करते हैं कि टी यहाँ पर 0 है यहाँ पर यहाँ पर यह 1 है लेकिन यह फिर से 1 है यह 4 क्लॉक पल्स के बाद 1 हो जाएगा तो यदि आप इसे केवल टी से लेते हैं तो यह काम नहीं करेगा है इसी तरह S से R से Q से यदि आप प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि किसी भी मामले में आप मॉडुलो 8 काउंट Count गिनती को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है लेकिन जो आप देख सकते हैं जिसे आप देखते हैं कि अगर आप केवल क्यू और टी प्राइम लेते हैं क्यू प्राइम और टी प्राइम इसका मतलब है कि दोनों 0 हैं तो वह फिर से यहाँ हो रहा है इस बीच इनमें से किसी भी स्टेट में यह 0 और 0 नहीं है तो यदि आप इस तरह से एक लॉजिक Logic तर्क लेते हैं और फिर यह आउटपुट है तो यह 1 हो जाएगा एक बार फिर यहां पर आठ तक की गिनती के बाद जब 8 क्लॉक ट्रिगर हो चुके हैं यह संभव है कि इन चारों का मतलब क्यू प्राइम आर प्राइम एस प्राइम टी प्राइम है लेकिन इसके लिए 4 इनपुट गेट की आवश्यकता होगी तो यह एक अधिक काम्प्लेक्स Complex जटिल सर्किट है हम न्यूनतम आवश्यकता की बात कर रहे हैं तो पहले किसी एक्सटर्नल गेट की आवश्यकता नहीं थी यहां हमें एक गेट की आवश्यकता है 2 इनपुट लॉजिक गेट की और हम देख सकते हैं इस क्यू और टी प्राइम के अलावा आपके पास अन्य कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं Y Q'T' तो उदाहरण के लिए यह 1 0 है क्यू 1 है और आर 0 है तो यह फिर से यहां हो रहा है तो एक बार इसके होने के बाद यह फिर से 8 क्लॉक पल्स के बाद होगा तो यह भी एक डिकोडिंग लॉजिक Logic तर्क हो सकता है तो जॉनसन काउंटर के डिकोडिंग लॉजिक के लिए जैसा कि आपने इस मामले में देखा है दो इनपुट लॉजिक गेट की आवश्यकता है Y QR' अब दिलचस्प रूप से आप बना सकते हैं यह 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर के लिए है आप 5 बिट शिफ्ट रजिस्टर 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर किसी अन्य के लिए कर सकते हैं और जॉनसन काउंटर के लिए आप देखेंगे कि हर मामले में आपको केवल एक 2 इनपुट लॉजिक गेट की आवश्यकता होगी इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है दो इनपुट लॉजिक गेट के साथ यहां तक कि 5 बिट या 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर जॉनसन काउंटर मोड में आपको मोडुलो 10 16 या जो भी मेरा मतलब है उस नंबर के आधार पर शिफ्ट रजिस्टर से दोगुना एक 2 इनपुट लॉजिक गेट पर्याप्त है डिकोडिंग के लिए तो यह वह तरीका है जो हम देख सकते हैं कि यह काम करता है और आप अन्य प्रकार के इनिशियलाईजेशन Initialization आरंभीकरण के बारे में भी सोच सकते हैं और हम देख सकते हैं कि यह इस तरीके से आगे बढ़ता है तो इसी के साथ हम इस कक्षा के निष्कर्ष पर आते हैं हमने जो देखा है वह ट्रांसमीटर में पैरेलल से सीरियल कन्वर्ट और रिसीवर में सीरियल से पैरेलल कन्वर्ट करने से ट्रांसमिशन Transmission प्रसारण चैनलों की संख्या को कम करने में मदद करता है और शिफ्ट रजिस्टर वहां उपयोगी होता है क्योंकि पैरेलल से सीरियल कन्वर्ट करने के बाद डाटा को सीरियल आउट किया जाता है और वही इसकी उपयोगिता है और आपने यह भी देखा कि सीरियल डाटा को उचित डिले किया जा सकता है क्लॉक पीरियड और उचित शिफ्ट रजिस्टर का चयन करके यदि n शिफ्ट रजिस्टर और T टाइम पीरियड की क्लॉक का उपयोग किया जाता है तो nT इस मामले में डिले Delay देरी है सीरियल डाटा आउट सीधे सीरियल डाटा इन पर फीडबैक के रूप में दिया जाता है जिसमें शिफ्ट रजिस्टर बार बार n बिट लंबे पैटर्न उत्पन्न कर सकता है तो वहाँ आप शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग सीक्वेंस जनरेटर के रूप में कर सकते हैं और शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग सीक्वेंस डिटेक्टर के रूप में भी किया जा सकता है ताकि आने वाली बिट स्ट्रीम में एक विशिष्ट पैटर्न की पहचान की जा सके जहाँ हम हरेक बिट की तुलना करते है XNOR गेट का उपयोग किया जाता है और XNOR गेट का आउटपुट एक मल्टी इनपुट एंड गेट पर जा रहा है और उस एंड गेट का आउटपुट जब यह हाई होता है तो इसका मतलब है पैटर्न डिटेक्ट हुआ है और रिंग काउंटर में एन बिट शिफ्ट रजिस्टर एक मॉडुलो एन काउंटर के रूप में और जॉनसन काउंटर में मोडुलो 2 एन काउंटर के रूप में काम कर सकता है और रिंग काउंटर के लिए हमें किसी भी डिकोडिंग लॉजिक अतिरिक्त डिकोडिंग लॉजिक की आवश्यकता नहीं है लेकिन जॉनसन काउंटर के लिए हमें डिकोडिंग के लिए 2 इनपुट लॉजिक गेट की आवश्यकता होती है धन्यवाद